यहां मैं इकाई 5 और 6 के सत्रीय कार्य पर चर्चा करूंगा पहले प्रश्न में आपको करंट स्रोत द्वारा दी गई शक्ति की गणना करने के लिए कहा जाता है यहां केवल एक करंट स्रोत है और अनिवार्य रूप से आपको यह पता लगाना होगा कि इसके पार वोल्टेज क्या है ताकि आप वितरित की गई शक्ति का पता लगा सकें वैसे सामान्य तौर पर यदि आपके पास सर्किट में करंट स्रोत है तो आपके पास करंट स्रोत अवशोषित पावर या वितरित पावर हो सकता है लेकिन अगर करंट स्रोत सर्किट में एनर्जी का एकमात्र स्रोत है तो उसे पावर वितरित करना होगा इसलिए इस मामले में उदाहरण के लिए अन्य सभी तत्व रेसिस्टर हैं जो केवल शक्ति को नष्ट कर सकते हैं इसलिए करंट स्रोत को बिजली पहुंचाना होगा और वितरित की गई शक्ति को सकारात्मक बाहर आना होगा तो अब हमारे पास श्रृंखला में 1 किलो ओम और 3 किलो ओम है तो ये मिलकर आपको 4 किलो ओम देंगे ये दोनों एक साथ और फिर मेरे पास समानांतर में 4 किलो ओम और 1 किलो ओम है और यह आपको 08 किलो ओम देता है तो अब हमारे पास 08 किलो ओम से बहने वाली 5 मिली amp है इसलिए इस ध्रुवता के साथ वोल्टेज 4 वोल्ट है अब यदि आप इस ध्रुवता को 4 वोल्ट और करंट को निष्क्रिय साइन कन्वेंशन के अनुरूप लेते हैं तो यह करंट माइनस 5 मिली एम्पीयर होगा तो करंट स्रोत को दी गई शक्ति या करंट स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति यह शून्य से 20 मिली वाट के बराबर होती है यानी माइनस 5 मिलीमीटर गुना 4 वोल्ट बेशक आपसे करंट स्रोत द्वारा दी गई शक्ति के लिए कहा जाता है जो कि करंट स्रोत द्वारा अवशोषित की गई किसी भी चीज का नकारात्मक है तो यदि आप गणना करते हैं कि क्या दिया गया है तो यह प्लस 20 मिली वाट होगा और जैसा मैंने कहा यदि आपके पास सर्किट में एक ऊर्जा स्रोत है तो यह सकारात्मक शक्ति प्रदान करेगा या यह नकारात्मक शक्ति को अवशोषित करेगा इसलिए उत्तर 20 है फिर से इन निर्देशों को पढ़िए जिनसे आपको मिली वाट में शक्ति देने के लिए कहा गया है दूसरा प्रश्न फिर से यह ऊर्जा से संबंधित है तो आपके पास कुछ नेटवर्क है कुछ सर्किट यहां है और जब यह 5 वोल्ट स्रोत द्वारा संचालित होता है तो यह 1 मिनट में 12 जूल ऊर्जा प्रदान करता है और यह भी दिया जाता है कि इस सर्किट में केवल रेसिस्टर होते हैं तो समान रूप से यह 5 वोल्ट स्रोत से जुड़े कुछ रेसिस्टर जैसा दिखता है तो मेरे पास 5 वोल्ट हैं और इन दोनों के बीच कुछ R है यह A और B है A और B के बीच कुछ समकक्ष रेसिस्टर है 12 जूल की ऊर्जा 60 सेकंड की अवधि में अवशोषित होती है तो यह 60 सेकंड में 1200 मिली जूल है जो आपको मूल रूप से 20 मिली वाट देता है और जो कि R द्वारा विभाजित 5 वोल्ट वर्ग के बराबर है तो R 25 वोल्ट वर्ग को 20 से विभाजित किया जाएगा और मेरे पास यह मिली है इसलिए यह किलो ओम में होगा तो 125 किलो ओम तो दूसरे सर्किट में मेरे पास 125 किलो ओम में 125 वोल्ट हैं जिससे उस दिशा में 10 मिली amp करंट प्रवाहित होता है तो I1 इस दिशा के विपरीत है इसलिए I1 शून्य से 10 मिलीमीटर है तो आपको इस स्थिति में शक्ति या ऊर्जा के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है जिससे आप रेसिस्टर की गणना कर सकते हैं दूसरा भाग सीधे आगे है उस रेसिस्टर और दिए गए वोल्टेज से आप करंट की गणना करते हैं तीसरा प्रश्न एक करंट स्रोत संधारित्र में करंट को धकेल रहा है और संधारित्र को शुरू में स्खलन किया जाता है तो आपको संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा को कुछ समय बाद खोजने के लिए कहा जाता है संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा समाई पर वोल्टेज के वर्ग का आधा C गुना है तो आपको जो गणना करनी है वह है संधारित्र के पार वोल्टेज t पर 4 मिलीसेकंड के बराबर है तो इस तरह की समस्या को आपने पहले भी कई बार हल किया है आप जानते हैं कि संधारित्र वोल्टेज इस समय अवधि में अभिन्न है यानी धारिता के 0 से 4 मिलीसेकंड को कैपेसिटेंस प्लस प्रारंभिक वोल्टेज से विभाजित किया जाता है जो निश्चित रूप से 0 दिया जाता है यह इंटीग्रल वह क्षेत्र है जो 3 मिलीसेकंड गुणा 1 मिलीएम्प है और संधारित्र से विभाजित है जो कि 1 माइक्रो फैराड है इसलिए यह आपको 3 वोल्ट देता है और संधारित्र पर संग्रहीत ऊर्जा आधा C V वर्ग है जो आधा गुना है 1 माइक्रो फैराड गुणा 3 वोल्ट वर्ग यह आपको 45 माइक्रो जूल देता है तो कृपया यहां सही स्केलिंग कारकों का उपयोग करें और फिर उत्तर पर पहुंचें आपको उत्तर माइक्रो जूल में देना है इसलिए उत्तर 45 है अगला प्रश्न हमारे पास एक प्रेरित्र है जो t पर 0 के करंट के रूप में 0 के बराबर है और आपके पास प्रेरित्र के पार एक वोल्टेज स्रोत है और एक करंट स्रोत भी है अब सबसे पहले यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि क्योंकि आपके पास प्रेरित्र में 2 वोल्ट वोल्टेज स्रोत है आपके पास बस 2 वोल्ट हैं और प्रेरित्र में इस निरंतर वोल्टेज की वजह से प्रेरित्र करंट रैखिक रूप से बढ़ेगा अब आपको जो गणना करने के लिए कहा गया है वह वोल्टेज स्रोत द्वारा t से 0 से t के बराबर 3 माइक्रोसेकंड के लिए वितरित ऊर्जा है तो आपको उस करंट की गणना करनी होगी जो वोल्टेज स्रोत से बह रही है और आपको t का कुछ करंट i दिया गया है सबसे पहले आपको प्रेरित्र में करंट की गणना करनी होगी मुझे कॉल करने दें कि IL और वोल्टेज स्रोत से करंट IL माइनस I होगा इसलिए आपको गणना करने की आवश्यकता है अब प्रेरित्र में प्रारंभ में 0 करंट होती है इसलिए प्रेरित्र में धारा यह 1 से अधिक L 1 अति 1 माइक्रो हेनरी और समय के संबंध में 2 वोल्ट का समाकलन होगा तो यह जो आपको देता है वह 2 गुना 10 से 6 गुना t एम्पीयर है तो यदि आपने प्लॉट किया है तो प्रेरित्र करंट 2 गुना 10 से 6 एम्पीयर प्रति सेकंड या 2 एम्पीयर प्रति माइक्रोसेकंड की दर से बढ़ता है अब मैं इसे उसी ग्राफ पर प्लॉट करूंगा x अक्ष एक माइक्रोसेकंड है और आपके पास 1 2 और 3 माइक्रोसेकंड हैं यह संख्या यहाँ प्रेरित्र करंट के लिए अभिव्यक्ति का अर्थ है कि t 1 माइक्रोसेकंड के बराबर है मेरे पास 2 एम्पीयर हैं t 2 माइक्रोसेकंड के बराबर है मेरे पास 4 एम्पीयर हैं और इसी तरह तो प्रेरित्र करंट ही ऐसा करता है और उस का ढलान 2 एम्पीयर प्रति माइक्रोसेकंड है और वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया गया करंट प्रेरित्र करंट ऋण यह i है इस समस्या का उद्देश्य सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि आप प्रेरित्र करंट की सही गणना कर सकते हैं और साथ ही आप किरचॉफ के करंट कानून Kirchoffs current law की सरल गणना भी कर सकते हैं तो मुझे क्या करना है इस लाल वक्र को हरे रंग से घटाना है तो मुझे करंट क्या मिलेगा 0 जब तक समय 1 माइक्रोसेकंड था उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर सीधी रेखा है इसलिए वह इस तरह जाता है ताकि वोल्टेज स्रोत i V से करंट हो इसलिए मुझे इस करंट को 2 वोल्ट से गुणा करना होगा और इसके तहत क्षेत्र को एकीकृत करना होगा अब क्योंकि मैं इसे स्थिरांक से गुणा कर रहा हूं इसलिए मैं जो कर सकता हूं वह यह है कि मैं पहले इस क्षेत्र को ले सकता हूं और इसे निरंतर वोल्टेज से गुणा कर सकता हूं तो यह क्षेत्र आप आसानी से देखेंगे कि यह एक त्रिभुज है इसलिए यह आधा आधार दो माइक्रोसेकंड है और ऊंचाई 4 एम्पीयर होगी तो यह 4 एम्पीयर गुना माइक्रोसेकंड है जो कि 4 माइक्रो कूलम्ब है और वोल्टेज स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा 2 वोल्ट गुना 4 माइक्रो कूलम्ब है जो कि 8 माइक्रो जूल है आपसे सूक्ष्म जूल में ऊर्जा मांगी जाती है तो उत्तर 8 है तो फिर से पहले आपको यह पहचानना होगा कि प्रेरित्र में 2 वोल्ट हैं तो यह करंट रैखिक रूप से बढ़ रहा है फिर आपसे जो मांगा जाता है वह वोल्टेज स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा है तो आपको यह देखना होगा कि वोल्टेज स्रोत से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है और यह प्रेरित्र में करंट का एक संयोजन है और यह करंट स्रोत करंट है और आप इस करंट की गणना करते हैं इसे एकीकृत करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वोल्टेज से गुणा करते हैं यह केवल वोल्टेज का एक नेटवर्क है और यह दिया गया करंट स्रोत है ताकि सबसे पहले आप किरचॉफ के वोल्टेज कानून Kirchoffs voltage law और किरचॉफ के करंट कानून Kirchoffs current law को सही ढंग से लागू कर सकें और फिर यह भी स्वीकार करें कि कुछ स्वतंत्र स्रोत शक्ति का अपव्यय कर सकते हैं कुछ अन्य शक्ति प्रदान कर सकते हैं आप जो मांग रहे हैं वह इसके द्वारा दी गई शक्ति है इसलिए हमेशा की तरह यदि आपके पास 2 टर्मिनल तत्व हैं तो आप वोल्टेज और करंट को पैसिव्स और कन्वेंशन के साथ लेते हैं जो पावर अवशोषित करता है V बार i होगा जो कि इस एलिमेंट द्वारा पावर अवशोषित होता है और वितरित की गई पावर इसके बिल्कुल नेगेटिव होगी तो अब यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सबसे पहले हमारे यहाँ 5 एम्पीयर हैं इस करंट स्रोत के कारण दाईं ओर और उसमें से एक एम्पीयर उस रास्ते से जा रहा है तो यहाँ हमारे पास 4 एम्पीयर होंगे तो आप सब कुछ जानते हैं तो यह एक एम्पीयर है यह 4 एम्पीयर है और फिर से हमारे पास 4 एम्पीयर उस तरह से जा रहे हैं और माइनस 5 एम्पीयर उस तरह से जा रहे हैं या 5 एम्पीयर ऊपर जा रहे हैं इसलिए इसमें करंट उस दिशा में 1 एम्पीयर होगा तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं प्रत्येक तत्व द्वारा अवशोषित शक्ति की गणना करूँगा जैसे चित्रण पहली बात यह है कि आप निष्क्रिय और सम्मेलन के अनुरूप प्रत्येक तत्व के वोल्टेज और करंट को दर्शाते हैं अब उनमें से सबसे पहले हम कहते हैं कि आपने जो भी वोल्टेज चुना है उसे चुना है लेकिन फिर अगला जो आपके पास करंट है वह पैसिव और कन्वेंशन के अनुरूप होना चाहिए तो हम कहते हैं कि मैं इसे 5 वोल्ट स्रोत के लिए लेता हूं मैं इस तरह से वोल्टेज लेता हूं और वोल्टेज स्रोत की परिभाषा के अनुसार यह 5 वोल्ट है मुझे प्रवाहित होने वाला करंट को वहाँ ले जाना है जहाँ मैंने सकारात्मक को यह एक होने के लिए परिभाषित किया है और वह है 1 एम्पीयर और इसी तरह इसके लिए मैं उस तरह 2 वोल्ट लेता हूं और मैं उस दिशा में करंट ले जाऊंगा और यहां से आप देखते हैं कि करंट माइनस 4 एम्पीयर है और इस करंट स्रोत के लिए मैं इस दिशा में करंट लूंगा और वह है माइनस 5 एम्पीयर और मैंने उस दिशा में वोल्टेज लिया है और जिसे हम जानते हैं वह 5 वोल्ट है और फिर से यहाँ यह धारा 5 एम्पीयर है और यह वोल्ट किरचॉफ के वोल्टेज नियम Kirchoffs voltage law से है हमारे पास यह प्लस वह वोल्ट यानी 7 वोल्ट है और इस करंट स्रोत के लिए मुझे इस दिशा में करंट लेने दें यह 1 एम्पीयर है इसलिए मैं इस तरह से वोल्टेज लूंगा और यानी 3 वोल्ट अंत में इस वोल्टेज स्रोत के लिए तो मैं इस दिशा में करंट लेता हूं जो कि 1 एम्पीयर है और उस दिशा में वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट है तो इससे मैं हर तत्व द्वारा अवशोषित शक्ति की गणना कर सकता हूं तो इसके लिए यह 1 के लिए 5 वोल्ट गुना 1 एम्पीयर है यानी 5 वाट और इसके लिए 1 शून्य से 5 एम्पीयर गुना 5 वोल्ट है यानी माइनस 25 वाट और इसके लिए 12 वोल्ट गुना माइनस 4 एम्पीयर तो वो है माइनस 8 वॉट और इसके लिए 1 एम्पीयर गुना 3 वोल्ट यानी 3 वॉट और इसके लिए 1 5 एम्पीयर गुना 7 वोल्ट यानी 35 वॉट अंत में इस 1 के लिए हमारे पास 1 एम्पीयर गुना माइनस 10 वोल्ट है यानी माइनस 10 वाट और आप सभी तत्वों द्वारा अवशोषित शक्ति का योग करते हैं जाहिर है आप 0 के साथ समाप्त हो जाएंगे जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वह इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति के लिए है हम जानते हैं कि इस 5 वोल्ट स्रोतों द्वारा 5 वाट की शक्ति अवशोषित होती है तो उसके द्वारा दी गई शक्ति शून्य से 5 वाट है जो कि इस 1 के लिए है लेकिन निश्चित रूप से आप किसी अन्य तत्व द्वारा अवशोषित या वितरित की गई शक्ति की गणना कर सकते हैं इसमें फिर से प्रश्न वितरित की गई शक्ति के लिए है और आपके पास यहां एक नियंत्रित स्रोत है लेकिन सिद्धांत हमेशा समान होता है बस तत्व में वोल्टेज की गणना करके और तत्व के माध्यम से करंट की गणना करके यह Vx शून्य से 2 वोल्ट है तो उस दिशा में बहने वाला करंट 5 मिलीसीमेंस गुना Vx है जो कि माइनस दस मिलीमीटर है तो मुझे वोल्टेज स्रोत के लिए इस ध्रुवता में होने के लिए वोल्टेज लेने दें यह उस ध्रुवता में 2 वोल्ट का करंट है फिर से मैंने कहा है कि यह कई बार पैसिव के अनुरूप है और कन्वेंशन 10 मिलीमीटर है तो वोल्टेज स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति 10 मिलीमीटर के बराबर होती है इस तत्व में अवशोषित 20 मिलीवोल्ट के बराबर होती है इसलिए उसके द्वारा दी गई शक्ति वास्तव में नकारात्मक है जो कि माइनस 20 है तो इस विशेष मामले में 2 वोल्ट स्रोत वास्तव में शक्ति को अवशोषित कर रहा है और यह नियंत्रित करंट स्रोत शक्ति प्रदान कर रहा है इस सर्किट में आपको करंट स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा को t बराबर 0 t बराबर 4 मिलीसीमेंस से निर्धारित करने के लिए कहा जाता है बेशक आप जा सकते हैं और वास्तविक Vx की गणना कर सकते हैं जो इससे उत्पन्न होता है और इसी तरह करंट को एकीकृत करके लेकिन यह पता चला है कि इस विशेष समस्या में आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपने उन सभी चीजों को किया है पूरी तरह से ठीक है लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आप देखते हैं कि Vx यह वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है और यह Vx को संधारित्र के पार होने के लिए परिभाषित किया गया है इसलिए यदि आप Vx के संदर्भ में करंट स्रोत में वोल्टेज की गणना करते हैं तो Vx इस तरह और शून्य Vx होगा इसलिए करंट स्रोत में हमारे पास हमेशा 0 वोल्ट होता है इसलिए हमें किसी भी चीज़ के विवरण की आवश्यकता नहीं है जो करंट स्रोत द्वारा अवशोषित ऊर्जा हमेशा 0 होती है और फिर ऊर्जा वितरित की जाती है जाहिर है 0 भी तो इस मामले में यह पता चला है कि नियंत्रित स्रोत वह है जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है क्योंकि हमारे पास करंट स्रोत ऊर्जा में 0 वोल्ट है जो वितरित की गई ऊर्जा 0 के बराबर है यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपसे एक निष्क्रिय तत्वों की पहचान करने के लिए कहा जाता है और यह बहुत सीधे आगे सही है यह मान लिया गया है कि In Vr को निष्क्रिय और सम्मेलन के अनुरूप चुना गया है जो कि हम I V विशेषता तत्वों की साजिश करते हैं इसलिए यदि आपके पास दूसरे चतुर्थांश या चौथे चतुर्थांश में विशेषताएँ हैं तो यह अनिवार्य रूप से निष्क्रिय नहीं है क्या आप देखते हैं कि चौथे चतुर्थांश में इसका कोई भाग नहीं है और यह दूसरे और चौथे चतुर्थांश दोनों में है तो B और D निष्क्रिय नहीं हैं A और C निष्क्रिय हैं जो कि यहां दिया गया है अब यह एक सर्किट जटिल दिखता है मूल रूप से यह एक अभ्यास है और दोनों सुपर पोजीशन का उपयोग करके सर्किट के लिए हल करना और फिर निश्चित रूप से कुछ स्रोतों द्वारा वितरित शक्ति की गणना करना अब आपसे माइनस 2 वोल्ट स्रोत द्वारा दी गई शक्ति के लिए कहा जाता है जो कि यहाँ है जिसका अर्थ है कि आपको करंट की गणना करनी होगी तो इस ध्रुवता में वोल्टेज शून्य से 2 वोल्ट है और आप इसकी गणना करते हैं मैं एक बार ऐसा करता हूं कि आप वोल्टेज स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति को जानते हैं जो कि शून्य से 2 वोल्ट गुना है और आप बाकी सब कुछ की गणना कर सकते हैं तो अब हमारे पास कई स्वतंत्र स्रोत हैं और आप इसके लिए सुपरपोजिशन द्वारा हल करते हैं इसलिए मैं हर कदम का विवरण नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको 4 परिदृश्य दिखाऊंगा जिन्हें सुपर पोस्ट होना चाहिए सुपरपोजिशन के लिए 4 स्वतंत्र स्रोत हैं आपके पास एक समय में गैर 0 होने के लिए केवल एक स्रोत है अन्य सभी स्रोतों को 0 पर सेट करें और कुछ समाधान जब मैं कहता हूं कि कुछ समाधान आपको कुछ वोल्टेज या करंट से उत्पन्न होते हैं न कि पावर वोल्टेज और करंट सुपर पोस्ट हो सकते हैं तो चलिए ऐसा करते हैं पहले मैं माइनस 2 वोल्ट का स्रोत लेता हूं और अगर मैं इस वोल्ट को 0 पर सेट करता हूं तो यह करंट स्रोत में एक शॉर्ट सर्किट है यह एक खुला सर्किट है और यह एक शॉर्ट सर्किट है तो परिणामी सर्किट बस यही है ये सभी 2 किलो ओम हैं और ये सभी 1 किलो ओम हैं और आप इसके लिए हल कर सकते हैं हम पाएंगे कि इस मामले में इस तरह से बहने वाला करंट 1 मिली एम्पीयर होगी इसके बाद आप दूसरा वोल्टेज स्रोत लें जो इस दिशा में 1 वोल्ट है और इससे करंट इस दिशा में माइनस 1 बटा 4 मिली एम्पीयर निकलता है मैं तीसरा मामला लेता हूं जिसमें केवल यह करंट स्रोत कारक है यह 4 मिली एम्पीयर है इस मामले में यहां प्रवाहित होने वाला करंट 1 मिली एम्पीयर हो जाती है फिर आप इसके लिए हल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं और अंत में वोल्टेज स्रोतों में से मेरे पास यहां 8 वोल्ट हैं यदि आप यहां करंट की गणना करते हैं तो यह आधा मिली एम्पीयर हो जाता है अब यह करंट मैं यहां इन सभी 1 माइनस 1 4 वें प्लस 1 प्लस हाफ का योग है तो यह मैं 225 मिली एम्पीयर होगा तो माइनस 2 वोल्ट स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति माइनस 2 वोल्ट गुणा 225 मिली एम्पीयर है जो कि माइनस 45 मिली वाट है तो इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति केवल नकारात्मक है जो कि प्लस 45 मिली वाट है इसलिए जो कुछ भी है वह करें यह प्रश्न बहुत सरल है आपको स्वतंत्र KCL समीकरणों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए आपको क्या करना है नोड्स की संख्या की गणना करना है नोड दो या दो से अधिक घटक के कनेक्शन का बिंदु है तो यह एक नोड है वह एक नोड है यह एक नोड है वह एक नोड है जो एक नोड है यह एक नोड है और वह एक नोड है तो सर्किट में कनेक्शन के बिंदुओं की पहचान की जहां दो या दो से अधिक घटक जुड़ते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है और हम जानते हैं कि स्वतंत्र KCL समीकरणों की संख्या जो लिखी जा सकती है नोड्स की संख्या माइनस 1 है जो कि 7 माइनस 1 बराबर 6 है यहां वही सर्किट इस बार आपको किरचॉफ के वोल्टेज कानून Kirchoffs voltage law समीकरणों की संख्या निर्धारित करने के लिए कहा जाता है तो हम जो करते हैं वह मुझे फिर से नोड्स की पहचान करने देता है फिर मैंने जो सर्किट पहचाना है उसका एक ग्राफ बनाएं मुझे नोड्स की पहचान करने दें जो मेरे पास पहले था तो नोड्स N की संख्या 7 है और मुझे शाखाओं की पहचान करनी है शाखाएं मूल रूप से हर तत्व हैं मुझे इसे गिनना होगा इसलिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है तो शाखाओं की संख्या 11 है हम जानते हैं कि स्वतंत्र लूपों की संख्या जो बन सकती है बी माइनस एन प्लस 1 है जो कि 5 हो जाता है इसलिए आशा है कि आप इन सभी को सामान्य रूप से सही ढंग से करने में सक्षम हैं यदि आपने गलती की है तो मेरे स्पष्टीकरण को न देखें वापस जाएं और समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करें और सुनिश्चित करें कि आपको वही उत्तर मिले और एक और बात यह है कि निश्चित रूप से यदि आप कोई गलती करते हैं तो वापस जाएं और देखें कि आपने कहां गलती की है और इसे ठीक से समझें ताकि आप गलती को यथासंभव न दोहराएं